फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोफेसर देवप्रिया दास डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर लेक्चर 14 सर्किट एनालिसिस के तरीके जारी तो फिर से स्वागत है तो सुपर नोड के अपने दूसरे उदाहरण के लिए आते हैं मैं आपको एक बार फिर बताता हूं कि डीसी सर्किट के लिए सब कुछ विस्तार से समझाया जा रहा है जहां तक संभव हो आइए हम उन चीजों को बनाने की कोशिश करें जिन्हें आप जानते हैं कि मूल बातें या मौलिक जितना संभव हो उतना स्पष्ट होना चाहिए ऐसा है कि जब एसी सर्किट और यहां तक कि मैग्नेटिक सर्किट या आपके कपल सर्किट में भी यही बात लागू होगी तो आप पाएंगे कि मैग्नेटिक सर्किट भी लगभग इलेक्ट्रिकल सर्किट के अनुरूप होगा तो उस समय इन सभी चीजों की मुझे व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उस समय आपके लिए यह सभी अवधारणा स्पष्ट होगी तो यही कारण है कि इस सर्किट के लिए शायद मैं अधिक समय और अधिक उदाहरणों को खर्च कर रहा था जैसे कि यदि उदाहरणों की किस्में ऐसी हैं जो आपको बहुत मदद करेगी स्लाइड समय देखें 0109 और इसलिए अब यह उदाहरण आपका जिसे आप कहते हैं वह वास्तव में लिया गया है यह एक सुपर नोड है क्योंकि यह आपका संदर्भ है इस पंक्ति में इसका नोड है और इसका वोल्टेज v 0 0 है इसलिए इस केस 1 में जिसे आप एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स कहते हैं वह नोड 1 से जुड़ा हुआ है 5 एम्पीयर करंट वास्तव में है यह 5 एम्पीयर का अर्थ है कि करंट में 5 एम्पीयर करंट इस नोड में प्रवेश कर रहा है यहाँ 5 एम्पीयर है और दूसरा 10 एम्पीयर करंट सोर्स नोड 2 पर है तो इसका मतलब यह है कि यह 10 एम्पीयर करंट इस नोड 2 और इस v1 को छोड़ रहा है और यह नोड 1 है यह वास्तव में नोड 1 है यह वास्तव में नोड 2 है ये 2नॉन रिफरेंस नोड हैं और v2 में 1 वोल्टेज स्रोत जुड़ा हुआ है इसका मतलब है कि यह एक सुपर नोड बना रहा है तो ऐसा कुछ क्योंकि अगर कोई वोल्टेज स्रोत है तो यह 1 हो सकता है यह 2 हो सकता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि वोल्टेज स्रोत 2 रिफरेंस नॉन रिफरेंस नोड के बीच में हैं तो इसका एक सुपर नोड बनाता है तो प्रॉब्लम के लिए अगले स्टेप में तो आपको v1 और v2 का पता लगाना होगा स्लाइड समय देखें 0219 इसलिए यदि आप यहाँ देखते हैं तो यह वास्तव में सुपर नोड है इसलिए वोल्टेज सोर्स वहां नहीं है क्योंकि हमें वह एप्लीकेशन करना है जिसे आप कहते हैं कि आपका केसीएल तो इसीलिए मैंने ऐसा खींचा है और यह वास्तव में सुपर नोड है कि कौन सा करंट प्रवेश कर रहा है और कौन सा करंट निकल रहा है इसलिए इस मामले में हमने जो किया है वह उस पर जाने से पहले किया जाए तो यह वास्तव में सुपर नोड है स्लाइड समय देखें 0242 यह वास्तव में सुपर नोड है यह सुपर नोड है क्योंकि 2 नॉन रिफरेंस नोड के बीच 2 1 वोल्टेज सोर्स है तो इस मामले में एक 5 एम्पीयर करंट यह 5 एम्पीयर करंटवास्तव में सुपर नोड में प्रवेश कर रहा है और यह 10 एम्पीयर करंट वास्तव में सुपर नोड को छोड़ रहा है और यह नोड 1 है मान लीजिए कि यह करंट भी सुपर नोड को छोड़ रहा है i1 कहिए और यह नोड 2 पर करंट हैं यह है इसलिए यदि आप समीकरण केसीएल लिखते हैं यदि आप सुपर नोड पर केसीएल लागू करते हैं तो यह 5 एम्पीयर करंट प्रवेश कर रहा है तो यह 5 करंट सुपर नोड में प्रवेश कर रहा है लेकिन वर्तमान i1 i2 और 10 एम्पीयर सभी सुपर नोड को छोड़ रहे हैं तो i1 i2 10 तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यह i1 भी सुपर नोड को छोड़ रहा है i2 भी सुपर नोड को छोड़ रहा है और 10 एम्पीयर भी इसे छोड़ रहा है क्योंकि यह 10 एम्पीयर करंट सोर्स है तो यह सुपर नोड को छोड़ रहा है यह तीर नीचे की ओर दिख रहा है और यह ऊपर की ओर है इसलिए यह इसलिए प्रवेश कर रहा है आपका i1 i2 5 तो यह वही है यह आपका क्या है जिसे i1 i2 5 पर कॉल करना है अब तुम्हारा क्या है आपका i1 क्या है और आपका i2 क्या है यदि आप i1 देखते हैं तो यहां i1 आपका मूल रूप से v1 0 है क्योंकि यह एक नोड है जो रिफरेंस है जो कि आपका रिफरेंस नोड v 0 है 0 तो i1 v1 0 2 2 0 द्वारा 2 v1 बाइ 2 है आपका i1 है इसी तरह यह i2 भी i2 है यह वोल्टेज v2 भी है इसलिए रिफरेंस नोड तो वोल्टेज 0 v2 0 4 से है क्योंकि यह रजिस्टेंस 4 है इसलिए आपके i2 v2 4 से इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ i1 सब्सीट्यूट करते हैं तो यहाँ कहिए मैं इसे बना रहा हूँ मैं इसे बना रहा हूँ यहाँ i1 v2 by 4 i2 क्षमा करें i1 v1 by 2 क्षमा करें i1 v1 by 2 22 v2 बाइ 4 v2 बाइ 4 5 तदनुसार आप इसे हल कर सकते हैं कि यह 2 v1 v2 20 होगा तो मुझे इसे साफ करने दें तो ये सभी बातें जो मैंने आपके लिए लिखी हैं इसलिए यदि आप इस पर गौर करते हैं यदि आप इस पर गौर करते हैं कि आपका KCL 1 स्लाइड समय देखें 0522 तो अंततः यह आपके 2 v1 v2 20 आ रहा है इन सभी चीजों को मैंने लिखा है कि 5 मैंने जो कुछ भी वहां उल्लेख किया है जो कुछ भी मैंने वहां समझाया है वही बात यहां लिखी गई है इसलिए यदि आप इसे सरल करते हैं तो यह 2 v1 v2 20 होगा यह समीकरण 1 है यह आपके लिए है जिसे आप इसे कहते हैं यह आपके केसीएल के लिए है जब आप केसीएल को सुपर नोड में लागू कर रहे हैं जब आप सुपर नोड में केसीएल को लागू कर रहे हैं तो यह 1 समीकरण है अब मुझे यह स्पष्ट करने दें कि यह दूसरा है यह बेहतर है कि आप इस सर्किट में आएं दूसरा यह है कि आपको केवीएल भी लागू करना होगा क्योंकि सुपर नोड में केवीएल भी है स्लाइड समय देखें 0620 तो यह नोड 1 है ये मैं बना रहा हूं मैं इसे आपके लिए बना रहा हूं यह आपका नोड 1 है और यह आपका नोड 2 है तो आप सुनें कि मैंने आपसे कहा था कि उस रिफरेंस नोड के संबंध में तो यह वोल्टेज यह वोल्टेज वास्तव में नोड 1 पर v1 कॉल1 करने के लिए आपका है यह आपका ग्राउंड है यह आपका ग्राउंड है जो कुछ भी है और यह वोल्टेज आपका v2 है यह आपका v2 है तो यह आपके बीच में है यह वोल्टेज सोर्स है और यह आपका 2 वोल्ट है यह आपका 2 वोल्ट है और यह नोड 1 है और यह नोड 2 है इसलिए यदि आप क्लॉकवाइज़ लागू करते हैं तो आप इसे ले लेंगे आपका केबीएलहै तो यह होगा 2 तब यह v2 फिर यहाँ यह यहाँ है मैंने आपको सब कुछ तब बताया v2 v1 0 क्योंकि यह टर्मिनल पास को इनकाउंटर कर रहा है जब आप इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो 2 फिर टर्मिनल पास पर एनकाउंटर v2 टर्मिनल पास पर एनकाउंटर तो 0 इसका मतलब है कि आपका v2 v1 2 यह इस सुपर नोड के कारण कांस्टेंट आ रहा समीकरण है स्लाइड समय देखें 0746 इसलिए मैं इसे स्पष्ट कर दूं तो यह आपका v1 v2 2 या v2 v1 2 है तो इस 2 समीकरण को हल करें कि समीकरण 1 और समीकरण 2 आप इसे हल करते हैं तो आपको वह v1 733 वोल्ट और V 2 533 वोल्ट मिलेगा नोट करें रजिस्टेंस जो 8 8 Ω इसका मतलब है कि यह आप ध्यान दें कि 8 Ω रजिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह सुपर नोड से जुड़ा हुआ है तो यह दिलचस्प है बस हमें सर्किट पर वापस जाने दें इसलिए यदि आप इस सर्किट पर आते हैं कि 1 8 Ω रजिस्टेंस आपके उस सुपर नोड को कॉल करने के लिए जुड़ा हुआ है क्योंकि यह वास्तव में है तो यह वास्तव में यह वास्तव में आपका सुपर नोड है इसलिए 8 Ω रजिस्टेंस वास्तव में वोल्टेज v1 v2 जो भी हो का कोई अंतर नहीं कर रहे हैं तो में इसका मतलब है इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं है कि सुपर नोड में क्या कॉल करें इसलिए इसीलिए इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो खैर तो यह आपका है जिसे आप अपने सुपर नोड का एक उदाहरण कहते हैं इसको ध्यान रखें स्लाइड समय देखें 0925 तो अगला का अगला है आपका उदाहरण 34 है इसलिए नोड 3 का उपयोग करके सर्किट के i1 i2 और i3 को निर्धारित करें तो आपको i1 भी i3 का पता लगाना होगा लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां कोई एलिमेंट नहीं है तो मूल रूप से यह एक सामान्य नोड है क्योंकि कोई इलेक्ट्रिकल एलिमेंट यहां या यहां नहीं है कोई इलेक्ट्रिकल एलिमेंट यहां नहीं है यह एक सामान्य नोड है इसका मतलब है 10 Ω 40 Ω और सभी 3 एम्पीयर इन सभी इन रजिस्टेंस के साथ साथ इंडिपेंडेंट करंट सोर्स सभी वास्तव में पैरलल में जुड़े हुए हैं तो 10 Ω 40 Ω कुछ भी नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होने पर कुछ भी नहीं है आपको i1 i2 और i3 का पता लगाना होगा तो उस मामले में इसलिए आपको इसे बहुत सरल तरीके से हल करना होगा यह है तो एक 50 वोल्ट का सोर्स है इस तरफ है 3 एम्पीयर स्लाइड समय देखें 1021 तो बस इस चीज के उद्देश्य के लिए यह सर्किट फिर से तैयार और वोल्टेज वास्तव में है मैंने आपको बताया था कि यह वास्तव में एक नोड है तो मूल रूप से यह एक है क्योंकि कोई इलेक्ट्रिकल एलिमेंट यहां नहीं है कोई इलेक्ट्रिकल एलिमेंट ऐसा नहीं है मूल रूप से यह नोड 1 कहता है केवल v1 और यह पक्ष 50 वोल्ट है और यह आपका i1 है यह करंट है हमने i2 लिया है और यह करंट है i3 और यह 3 एम्पीयर है तो इसे कैसे हल किया जाए इसे कैसे हल करें तो पहली बात यह है कि आपको यह पता लगाना है कि आपका क्या कॉल करना है जो कि i1 का एक्सप्रेशन क्या है क्योंकि आपको नोड 1 पर के सी एल लागू करना है इसलिए पहले आपको यह पता लगाना होगा कि i1 क्या है इसलिए यदि आप नोड 1 पर केसीएल को कॉल करने के लिए अपना एप्लीकेशन करते हैं तो यह i1 है करंट i1 प्रवेश कर रहा है और फिर यह 3 एम्पीयर है क्योंकि यह एक है यह एक है यह एक सिंगल नोड है तो यह 3 एम्पीयर करंट भी प्रवेश कर रहा है यह इस 3 एम्पीयर करंट को भी प्रवेश कर रहा है क्योंकि यह एक नोड है मैं इसे नहीं लिख रहा हूं मेरा मतलब है कि अगर आप इसे बनाते हैं तो यह कुछ इस तरह का होगा तो यह नोड है यह 10 वोल्ट पर आपका वोल्टेज सोर्स है फिर यहां से एक और 40 Ω से जुड़ा हुआ है और यहां भी एक मौजूदा सोर्स भी एक करंट सोर्स जुड़ा हुआ है यह भी 3 एम्पीयर है तो यह वास्तव में नोड 1 है यह करंट आपका i2 है यह करंट आपका i3 है और यह 3 एम्पीयर करंट यह चीज है तो यह वही बात है इसका मतलब है कि यह एक सिंगल नोड है यह सिंगल नोड है तो मुझे इसे स्पष्ट करने दें फिर मैं आपके लिए यह करूंगा तो इस मामले में इसका मतलब है यदि आप अपने केसीएल को यहां लागू करते हैं स्लाइड समय देखें 1216 तब यह i1 होगा यह करंट नोड 1 पर प्रवेश कर रहा है यह 3 एम्पीयर करंट है मेरा मतलब है कि यह वही चीज है जो इस 3 एम्पीयर करंट की है मैंने आपको बताया था कि सभी एक ही बिंदु पर जुड़े हुए हैं तो i1 3 ये 2 आपके इस करंट नोड 1 और i2 और i3 में प्रवेश कर रहे हैं तो i2 i3 अब सवाल यह है कि i q कैसे पता करें तो सिर्फ i1 का पता लगाने के लिए मैंने आपको पिछले 2 उदाहरण दिए थे इसे भी अपना लें जिसे आप इसे अलग से कहते हैं मैं इसे आपके लिए सिर्फ अपनी समझ के लिए बना रहा हूं यह 50 वोल्ट है और आपके पास 5 Ω रजिस्टेंस है यह 5 Ω रजिस्टेंस करंट आपका i1 है और यह वोल्टेज v1 मतलब है इसलिए इस रिफरेंस के संबंध में यह आपका रिफरेंसहै इसका मतलब है कि v1 वास्तव में v1 वास्तव में 10 में i2 है यह v1 वास्तव में 10 में है लेकिन हम इसे नहीं लिखेंगे हम इसे बना देंगे कि यह आपका बना है मैंने आपको हमेशारिफरेंस और नान रिफरेंस में कहा था आपको लेना चाहिए यह आपका v1 वोल्टेज है और यह आपका ग्राउंड सर्किट इस तरह है तो यह v1 है तो v1 10 i2 में लेकिन हम सीधे ले रहे हैं इस तरह v1 तो अगर आप बनाते हैं तो अब आप क्या करते हैं आप केवीएल लागू करते हैं तो इस मामले में यह क्या होगा I1 में यह 5 होगा i1 आपके v1 में फिर पहले टर्मिनल एनकाउंटर करना है तो 50 0 इसका मतलब है मैं यहां लिख रहा हूं इसका मतलब है आपका i1 50 v1 होगा 5 से विभाजित यह आपका i1 होगा तो यह i1 आपको यहां विकल्प देना होगा 50 बाद में मैंने दिया है लेकिन बस आपकी समझ के लिए प्रत्येक और सब कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है तो i1 50 v1 होगा 5 देखो तो कई पैरामीटर हैं इसलिए कई रजिस्टर मान फिर करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स जबकि मैं इस तरह का लेखन लिख रहा हूं हर संभावना है जिसे मैं अनदेखा कर सकता हूं या मैं न्यूमेरिकल वैल्यू में त्रुटि कर सकता हूं अगर यह कुछ भी है तो आप बस जब आप इस वीडियो के माध्यम से जाएंगे तो आप कृपया मुझे सूचित करें सर वहां यह एक त्रुटि है लेकिन आशा है कि प्रत्येक लिखने वाले प्रत्येक पैरामीटर को देखने की कोशिश कर रहे हैं और वहां लिख रहे हर पैरामीटर को देखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी एक संभावना हो सकती है तो यह आपका i1 है तो यहां आप i1 डालते हैं फिर वह इसका मतलब है आपके 50 v1 द्वारा 5 3 i2 तो i2 10 से आपका v1 क्योंकि यह v1 वोल्टेज है और यह 10 Ω रजिस्टेंस है तो i2 वास्तव में 10 से v1 क्योंकि रिफरेंस वोल्टेज 0 मूल रूप से v1 है 0 बाई 10 से 10 है जो कि 10 से v1 है और इसी तरह i3 i3 भी यह एक ही नोड 1 है यह मैंने आपको बताया है कि यह नोड 1 i3 भी v1 है 0 v1 40 से विभाजित तो यह आपका है जिसे आप कॉल करते हैं यह आपका है जिसे केसीएल समीकरण कहा जाता है फिर आप इसे v1 और इन सभी चीजों से बदल देते हैं इसलिए इसलिए यदि यह सभी समीकरण यह है तो यह v1 है यह v1 है यह v1 है आप आसानी से वोल्टेज को अपने v1 के लिए हल कर सकते हैं तो अब मैंने जो कुछ भी लिखा है वह उस पर जाएगा स्लाइड समय देखें 1547 40 तो इसलिए यदि आप उस समीकरण को देखते हैं जो कुछ भी मैंने अभी कहा है कि मैं इस रूप में डाल रहा हूं जो कुछ भी मैंने लिखा है आप इसे बस डाल दें और आप उसी रूप में प्राप्त करेंगे जैसे आपके स्पष्टीकरण के उद्देश्य से मैंने सब कुछ लिखा था लेकिन आप इसे लिख सकते हैं क्योंकि यह 50 v1 लिख रहा था यदि आप इस तरह की सभी चीजें बाएं हाथ की तरफ लाते हैं तो यह समीकरण इस तरह होगा क्योंकि आपका जो आप वहां बुलाते हैं वह मैंने इस v1 को 10 द्वारा लिखा है 41 वें समीकरण द्वारा v1 जो मैंने वास्तव में 5 3 से 50 v1 जोड़ने के लिए लिखा था मैंने 40 पर 10 v1 पर v1 लिखा यदि आप इन सभी को एक साइड ले आते हैं तो यह एक जैसा हो जाएगा और इसे हल करने पर आपको v1 40 वोल्ट मिलेगा स्लाइड समय देखें 1644 तो इसलिए इसलिए i1 i2 i3 आसानी से आप i1 50 की गणना कर सकते हैं आपका क्या v1 5 से तो इन 2 एम्पीयर i2 फिर v1 द्वारा 10 तो 40 से 10 4 एम्पीयर इसलिए i3 40 बाय 10 1 एम्पियर तो यह आपका ऐसा है यह आपका उत्तर है धीरे धीरे और धीरे धीरे हम कठिन समस्या लेंगे स्लाइड समय देखें 1711 तो यहाँ नोड वोल्टेज और पावर डिसिपेशन भी निर्धारित करते हैं और फिगर 330 में दर्शाए गए सर्किट में 5Ωs रजिस्टर में विघटित होती है तो यह सर्किट है और सभी सिद्धांत जिसे आप करंट डायरेक्शन कहते हैं चिह्नित हैं यह आपका i1 है यह i1 है और यह आपका है जिसे आप कॉल करते हैं यह आपका i2 है यह i2 है वास्तव में यह इसकी एक डीपी है या डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स यह दिया जाता है यह 8 ix है और यह वास्तव में ix है और यह एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो यह 8 ix है और यह करंट i3 है और यह करंट i4 है तो आगे बढ़ने से पहले कि i1 को कैसे प्राप्त किया जाए यहाँ एक ही बात यहाँ भी वही है यह आपका यह वोल्टेज वास्तव में v1 है यह वोल्टेज v1 है आप इसे बनाओ यहाँ कनेक्शन यह आपकी एक ही बात है यह एक रिफरेंस नोड है तो इस मामले में भी आपको नोड 1 पर केसीएल लागू करना होगा आपको v1 के संदर्भ में i1 प्राप्त करना होगा और यह 20 वोल्ट तो उस मामले में वैसे भी आपका v1 वास्तव में 20 i3 में है जो कि आपका Ωs ला है लेकिन यहां हम आपके वोल्टेज के रिफरेंस में चाहते हैं इसलिए यदि आप लागू करते हैं यदि आप इस लूप में जानते हैं जो मैंने पहले 2 3 मामलों में बताया था तो आप यहां केवीएल लागू करते हैं फिर इस मामले में आपको जो मिलेगा वह आपको 2 i1 मिलेगा क्योंकि 2 में i1 यह यह एनकाउंटर कर रहा टर्मिनल पर यहाँ पहले भी अगर आप चिह्नित करते हैं तो यह है तो i1 में 2 समझने योग्य 2 में i1 v1 फिर 20 के बराबर 0 क्योंकि यह एनकाउंटर कर रहा है कि टर्मिनल पर पहले तो यह 0 इसका मतलब है आपका i1 20 आपका v1 2 से विभाजित है यह i1 के लिए समीकरण है जिस तरह से आपको प्राप्त करना है अन्यथा आप हल नहीं कर सकते तो वैसे भी मुझे यह स्पष्ट है तो यह सब चीजें चिह्नित हैं तो केवल एक चीज यह है कि आपको अपने नोड 1 और नोड 2 पर एप्लीकेशन करना होगा आपको अपना केसीएल लागू करना होगा और उसके बाद आप इसे बनाएंगे तो इसी तरह आपकी एक और बात यह है कि यह 8 वोल्ट का है और यहाँ भी जाने से पहले यहाँ है उसके बाद सीधे मैं आपको बताऊंगा स्लाइड समय देखें 1932 तो यह है यह वोल्टेज v2 है और यह ग्राउंड है इसका मतलब यह है यह ग्राउंड है तो इस मामले में यह भी है कि यदि आप कहते हैं कि हम इस तरह आगे बढ़ते हैं यदि आप इस तरह से चलते हैं तो क्लॉक वाइजडायरेक्शन कहते हैं यदि आप इस तरह से या एंटिक्लॉकवाइज डायरेक्शन जिस तरह से आप चाहते हैं अगर आप इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो मैं बस पकड़ता हूं आपकी आसानी के लिए मैं चीजों को बनाऊंगा मैं लूप को इस डायरेक्शन में ले जाऊंगा की आप किस करंट को क्या कहते हैं तो मुझे जाने दो माफ़ करना तो इस तरह से लें फिर चीजें आसान हो जाएंगी और ये वोल्टेज ये वोल्टेज v2 है स्लाइड समय देखें 2012 तो यह है और यह है तो अगर तुम करते हो तो आप इसे आगे बढ़ा रहे हैं यह ऐसा है जिसे एंटिक्लॉकवाइज लिया गया है जिसका अर्थ है कि अंतिम परिणाम समान रहेगा तो यह 2 i2 में 2 होगा i2 में अन्यथा क्लॉकवॉइस अगर आप साइन लेते हैं तो यह बदलना होगा कि सभी 2 को i2 में इस v v2 में पहले टर्मिनल का सामना करना पड़ रहा है तो यह v2 v2 है और फिर आपका सामना हो रहा है टर्मिनल सबसे पहले यह है कि यह एक ऐसा है जिसे आप कहते हैं यह एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है मूल रूप से एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो अगर आप इसे v 0 0 बनाते हैं तो इसे 8 ix कहें यह एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जो करंट नहीं है और इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए तो यह तब होगा आपका 8 ix 0 क्योंकि टर्मिनल को पहले एनकाउंटर कर रहा है तो 2 i2 2 i2 आपका यह v2 क्योंकि यह नोड 2 v2 है 8 ix 0 इसका मतलब है आपका i2 8 ix में होगा v2 2 से विभाजित तो इस मामले में आप क्या कर सकते हैं अब आपको यह पता लगाना है कि i1 क्या है मैंने आपको यह भी बताया था कि कैसे पता करें i2 भी इसे पसंद करता है तो आपका i3 यह वास्तव में रिफरेंस नोड वोल्टेज है सीधे है आप 20 द्वारा i3 v1 लिख सकते हैं यह आपका i3 है इसी तरह i4 आपका v2 10 v2 से 10 10 तक कि तुम i4 हो तो यह सब चीजें i1 तो i1 i2 i3 i4 सभी कैसे v1 और v2 के रिफरेंस में प्राप्त करें यह सब बातें बताई गई हैं तो अगला यह है कि आप क्या कहते हैं और मैं या क्या कॉल करना है और ix यह ix ix आपके वर्तमान 1 से 2 के बराबर है तो ix v1 v2 5 से क्योंकि यह 5Ω प्रतिरोध यहाँ है तो ऐसा v1 इसलिए इस ix को यहां सब्सीट्यूट करना होगा और आपको इसे सरल बनाना होगा इसलिए इसे वहां दिया गया है इसलिए उसके बाद मैं आपको समीकरण के उस चरण को दिखाता हूं और इसे कैसे हल करना है स्लाइड समय देखें 2240 तो नोड 1 i1 i3 ix पर स्लाइड समय देखें 2245 इसलिए नोड 1 पर यदि आप नोड 1 को देखते हैं तो यह नोड 1 पर है इसलिए नोड 1 पर यदि आप यह लागू करते हैं कि यहां केसीएल को क्या कहते हैं तो यह आपका i1 आपका क्या है आह आपको इसे बनाना है यह वास्तव में नोड 1 है इसलिए बस इसे पकड़ कर रखें मुझे पहले इसे स्पष्ट करने दें और मुझे इसे पहले साफ़ करने दें तो ये रहा इसलिए हम जाते हैं कि हम गलती से उस पिछले एक पर गए थे तो ये रहा इसलिए यदि आप यहां केसीएल लागू करते हैं तो नोड 1 तो यह i1 आपका i3 ix यह नोड 1 पर है स्लाइड समय देखें 2332 और इसी तरह नोड 2 पर यदि आप केसीएल लागू करते हैं तो आपका क्योंकि यह करंट आने वाला है और ये 2 नोड 2 I2 पर और बाहर जा रहे हैं i2 और ix नोड 2 में प्रवेश कर रहा है और यह i4 छोड़ रहा है तो यह ix i2 i4 है इन 2 समीकरणों को आपको उसके बाद लिखना है जो आपने v1 और v2 के रिफरेंस में रखे हैं स्लाइड समय देखें 2410 यही कारण है कि नोड 1 पर यह i1 i3 ix है यह सब बातें बताई गई हैं यह सब बातें बताई गई हैं अब आप इसे यहाँ रख दें अब आप इसे यहाँ रख देंगे स्लाइड समय देखें 2421 और इसी तरह अपने नोड 2 i4 ix i2 पर तो इन सभी चीजों को नीली स्याही द्वारा समझाया और बताया गया है तो इसलिए आप इसे वहां डालेंगे और ix भी मैंने आपको v1 v2 बताया 5 द्वारा हमें इसे यहाँ ix डालना है तो समीकरण 2 और 3 से हम सरलीकरण पर इन सभी चीजों को प्राप्त करेंगे जो हमें v1 16 v2 यह समीकरण 4 है अब समीकरण 1 और 4 को हल करें यह v1 और v2 हल समीकरण 1 और 4 के संदर्भ में आपका समीकरण एक है स्लाइड समय देखें 2454 आपको आपका v1 16 वोल्टऔर v2 10 वोल्ट और ix v1 v2 5 मिलेगा उस सर्किट से आपको यह मिलेगा 12 एम्पीयर और पावर यह आपका एक बिंदु है मैं आर स्क्वायर 12 स्क्वायर में 5 तो 72 वाट यह पावर आई स्क्वायर आर 72 वाट है तो यह जवाब है अगले सर्किट के नोड वोल्टेज का निर्धारण करता है जैसा कि फिगर 3 में दिखाया गया है 1 1 311 तो आपको सर्किट के नोड वोल्टेज का पता लगाना होगा स्लाइड समय देखें 2529 देखो इस मामले में इस मामले में आपके पास 1 एम्पियर के लिए यहां एक करंट सोर्स है इसका मतलब है कि यह करंट वास्तव में यह करंट 1 एम्पीयर है यह करंट 1 एम्पीयर नोड में प्रवेश कर रहा है और अगला अगर वोल्टेज सोर्स यहां 10 वोल्ट है और यह आपका नोड 3 है और यह आपका रेफरेंस नोड है तो यहाँ वोल्टेज v 0 0 है हाँ बार बार मैंने आपको बताया हां मूल रूप से वास्तव में v 3 10 वोल्ट इसलिए यह वास्तव में 10 वोल्ट है तो v 3 दिया गया है मेरा मतलब है कि v 3 सीधे होगा आप 10 वोल्ट लिख सकते हैं दूसरा v2 है और ये करंट हैं तो ये करंट i2 i1 और आपके i3 और i4 हैं तो आपको अपना एप्लीकेशन करना होगा यदि आप केसीएल लागू करते हैं तो आप जो कहते हैं कि आप नोड 1 पर केसीएल लागू करते हैं 1 एम्पीयर करंट बढ़ रहा है तो हाँ 1 i1 और i2 नोड को छोड़ने के लिए प्रवेश कर रहा है तो यह i1 i2 होगा तो i1 i2 1 यह एक समीकरण है इसी तरह यदि आप यहां लागू करते हैं कि आपका यह नोड केसीएल है तो i1 वर्तमान यह i1 वर्तमान इस तरह बह रहा है जैसे यह बह रहा है तो यह आपका i1 है i1 करंट इसमें नोड 2 2 Ω में प्रवेश कर रहा है और i3 और i4 छोड़ रहा है तो i1 बराबर 2 i3 i4 है यह आपका है जिसे आप कहते हैं और आगे आपको यह पता लगाना है कि आपका i2 क्या है i2 है अगर आप अपने पहले i1 i1 इस v1 v2 को 5 पर देखते हैं तो यह 5 पर v1 v2 है यह i1 है और अगला एक है जिसे आप i2 कहते हैं i2 होगा यहाँ मैं i2 यहाँ लिख रहा हूँ यह 2 है तो यह v1 है v 3 on 2 v1 v 3 अपान 2 जो वास्तव में है v1 v 3 10 वोल्टv 3 10 वोल्ट 3 2 पर 2 तो i2 v1 10 2 पर फिर i3 i3 यह 2 से 3 तक फ्लो कर रहा है इसलिए i3 यहाँ लिखने के लिए यहाँ i3 v2 v 3 10 10 तो v 3 वास्तव में 10 वोल्ट तो मूल रूप से यह v2 10 बाइ 10 10 हो जाएगा तो यह आपका i3 होगा इसलिए यदि आप मेरा मतलब है कि ये सभी समीकरण हैं तो सॉल्यूशन पर जाएं इन सभी चीजों को समझाया गया है अब जो कुछ भी कहा गया है उस सॉल्यूशन पर जाएं स्लाइड समय देखें 2815 अब नोड 1 पर v 3 10 वोल्ट i1 i2 1 मैंने आपको i1 i2 मे सब्सीट्यूट कर बताया यह i2 भी v1 10 बाई 2 मैंने आपको बताया तो आपको यहां एक बिंदु मिलेगा बिंदु 7 के रिफरेंस में बिंदु 2 v2 6 स्लाइड समय देखें 2831 यह नोड 2 पर समीकरण 1 है मैंने आपको i1 i3 i4 भी बताया था तो i1 v1 है v2 बाई 5 v2 10 तक 10 मैंने आपको 5 से i4 v2 बताया स्लाइड समय देखें 2845 तो यह आपका है यह आपका i4 है तो मैं यह है कि यह आपका खेद है यह आपका v2 है यह आपका v2 है और यह रिफरेंस नोड है तो 5 से i4 v2 तो फिर आप इसका मतलब है यदि आप इसे बनाते हैं बिंदु 2 v1 05 v2 1 तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर आपको v1 1032 वोल्ट और v2 613 वोल्ट मिलेगा स्लाइड समय देखें 2919 अब अगला एक सर्किट का नोड वोल्टेज निर्धारित करता है जैसा कि आपके फिगर 12 में दिखाया गया है कि 312 जैसा कि फिगर 12 में दिखाया गया है तो इस सर्किट में इस सर्किट में आपके पास एक करंट सोर्स है यहां आपके पास 10 एम्पीयर के करंट सोर्स हैं और यह है कि यह v1 है यह v2 है और यह v 3 है तो इस मामले में भी आप अपने नोड 1 पर एप्लीकेशन करते हैं आप अपने केसीएल को लागू करते हैं और इसी तरह i1 v1 v 3 को 20 तक आप 5 द्वारा i2 v1 v2 का पता लगा सकते हैं आप इसे कर सकते हैं इसी तरह i3 इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन के लिए बढ़ रहा है तो यह 10 से v 3 v2 होगा जिसे आप आसानी से पा सकते हैं इसी तरह आपका i5 v 3 से 5 होगा क्योंकि यह रिफरेंस नोड वोल्टेज है 0 i5 5 से v 3 होगा इसी तरह i4 10 पर v1 होगा आसानी से आप पता लगा सकते हैं और यह 10 एम्पीयर करंट सोर्स में प्रवेश कर रहा है इसलिए यदि आप इस बिंदु पर केसीएल लागू करते हैं तो यह वही होगा जो आप इस करंट को कहते हैं यह करंट भी छोड़ रहा है और यह करंट भी छोड़ रहा है तो मूल रूप से यदि आप केसीएल लागू करते हैं तो i1 i2 i4 0 यह नोड 1 पर है और सभी i1 i2 i3 आसानी से आप v1 v2 v 3 के रिफरेंस में जान सकते हैं आप सब्सीट्यूट कर सकते हैं इसी तरह यदि आप केसीएल लागू करते हैं तो नोडnode 2 पर यदि आप नोड 2 को लागू करते हैं तो यह सभी 3 धाराओं i2 i3 और 10 सभी नोड में प्रवेश कर रहे हैं इसका मतलब है यहाँ भी i2 वहाँ भी इसे छोड़ रहा था 0 या प्रवेश कर रहा था यह भी होगा 0 तो उस चीज़ में से कुछ 0 हैं इसलिए i2 प्रवेश कर रहा है i3 प्रवेश कर रहा है और 10 भी प्रवेश कर रहा है तो i2 i3 10 0 यह एक और केसीएल है फिर यहां यदि आप नोड 3 पर अपना केसीएल लागू करते हैं तो यहां यदि आप केसीएल लागू करते हैं तो यह i1 करंट वास्तव में इस नोड में प्रवेश कर रहा है तो i1 अन्य 2 करंट निकल रही हैं इसलिए i3 i5 तो ये सब बातें आप इसके साथ जान रहे होंगे यह अन्वेषण के लिए है यह स्पष्टीकरण के लिए है अब ये सभी चीजें स्लाइड समय देखें 3127 तो यह सब चीजें यदि आप इसे और इसे सीधे बनाते हैं तो आप लिख सकते हैं मैंने आपको i1 i2 i4 0 कहा था अब आप इन सभी के संदर्भ में i1 i2 और i3 जानते हैं इसी तरह नोड 2 पर मैंने आपको i2 i3 10 0 कहा था स्लाइड समय देखें 3137 यह वही है जो नोड 3 में सरलीकरण के बाद एक और समीकरण को कॉल करने के लिए है मैंने आपको i1 i3 i5 कहा था स्लाइड समय देखें 3146 Glossaryशब्दकोश English Word Word Meaning couple circuit कपल सर्किट युगल परिपथ magnetic circuit मैग्नेटिक सर्किट चुंबकीय परिपथ electrical circuit इलेक्ट्रिकल सर्किट विद्युत परिपथ non reference नॉन रिफरेंस गैर संदर्भ Dependent current source डिपेंडेंट करंट सोर्स आश्रित धारा स्रोत Terminal टर्मिनल आखिरी स्थान · substitute सब्सीट्यूट प्रतिस्थापित constant कांस्टेंट स्थिरांक अचर DC circuit डीसी सर्किट डीसी परिपथ parameter पैरामीटर प्राचल Negative नेगेटिव ऋणआत्मक numerical value न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक मान electrical element इलेक्ट्रिकल एलिमेंट विद्युत तत्व Current करंट धारा power dissipation पावर डिसिपेशन शक्ति अपव्यय anticlockwise एंटिक्लॉकवाइज घड़ी की सुईयों के विपरीत